दोहरी करने के लिए प्रेरणा इस कक्षा में हम एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के डुअल के साथ शुरू करते हैं हम उस अधिकतम समस्या पर विचार करते हैं जिसे हमने पहले देखा है और फिर हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि डुअल क्या है और किसी दिए गए रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या से एक डुअल कैसे बनता है तो आइए हम उसी रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को देखें जिसे हम हल कर रहे हैं और इसे हल किए बिना ऑबजेकटीव फ़ंक्शन का ऊपरी अनुमान प्राप्त करने का प्रयास करें तो मैं इसे उदाहरण के साथ समझाता हूं हम इस समस्या को देखते हैं जिसमे 10X1 9X2 को 3X1 3X2 ≤ 21 4X1 3X2 ≤ 24 X1 और X2 ≥ 0 के अधीन अधिकतम करना है अब फिलहाल यह मान लें कि हमने इस समस्या को हल नहीं किया है या अभी हमारे पास इस समस्या को हल करने का कोई तरीका नहीं है लेकिन हम यह जानने में रुचि रखते हैं कि वास्तव में इसे हल किए बिना ऑबजेकटिव फ़ंक्शन का ऊपरी अनुमान क्या होगा अब हम निम्नलिखित चीजों को करने का प्रयास करते हैं इसलिए मैं इनमें से प्रत्येक को एक के बाद एक समझाता हूं अब पहला अवरोध 3X1 3X2 ≤ 21 लेते हैं अब हम पहले अवरोध को 10 से गुणा करते हैं इसलिए हम पहले बाधा को 10 से गुणा करते हैं इसलिए यदि हम पहली बाधा को 10 से गुणा करते हैं तो हम 30X1 30X2 प्राप्त करेंगे हम 30X1 30X2≤ 210 प्राप्त करेंगे अब यह हमें कुछ बताता है यह हमें क्या बताता है यह बताता है कि हमारे पास X1 X2 ≥ 0 होना चाहिए इसलिए X1 X2 ≥ 0 30X1 30X2 ≥ 10X1 9X2 है क्योंकि X1 और X2 ≥0 है अब पहले बाधा 10 से गुणा किया है तो यह कहती है कि 30X1 30X2 को ≤ 210 होना चाहिए इसलिए 10X1 9X2 जो खुद ≤ 30X1 30X2 है उसे ≤ 210 करना होगा इसलिए हम यह हल किए बिना कह सकते हैं कि इष्टतम पर ऑबजेकटिव फ़ंक्शन का मूल्य 210 से अधिक नहीं हो सकता है यह एक साधारण परिणाम की तरह दिखता है उदाहरण के लिए अगर कोई कहता है कि इस समस्या के इष्टतम समाधान का ऑबजेकटिव फ़ंक्शन का मान 300 है तो इस परिणाम के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हमारे पास ऑबजेकटिव फ़ंक्शन का मान 210 से अधिक इष्टतम का नहीं हो सकता है इसलिए हम इसे समझते हैं इसलिए हमें अब इन बाधाओं का उपयोग करके वास्तव में हल किए बिना ऑबजेकटिव फ़ंक्शन का एक ऊपरी अनुमान मिल गया है तो फिलहाल यह 210 ऑबजेकटिव फ़ंक्शन वैल्यू का एक ऊपरी अनुमान है अब हम इसे करते हैं अब पहले बाधा को 10 से गुणा करने के बजाय हम पहले बाधा को 10 से गुणा करने के बजाय हम पहले बाधा को 4 से गुणा करते हैं तो पहले बाधा को 4 से गुणा किया जाता है इसलिए यदि हम पहली बाधा को 4 से गुणा करते हैं तो हमें 12X1 मिलेगा क्योंकि 3X1 3X2 ≤ 21 जब हम 4 से गुणा करेंगे तो हमें 12X1 12X2 ≤84 देगा अब हम फिर से इससे कुछ सीखते हैं अब हम क्या सीखते हैं जब तक X1 X2 ≥ 0 10X1 9X2 ≤ 12X1 12X2 क्योंकि यह गुणांक 12 ≥ 10 और यह गुणांक 12 ≥ 9 है इसलिए 12X1 12X2 10X1 9X2 के बराबर या उससे अधिक होगा अब यदि 12X1 12X2 खुद ≤ 84 होना चाहिए तो 10X1 9X2 निश्चित रूप से ≤ 84 होना चाहिए और इसलिए हम अब आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि इष्टतम पर ऑबजेकटिव फ़ंक्शन का मान 84 से अधिक नहीं होगा और 84 इष्टतम पर ऑबजेकटिव फ़ंक्शन के मूल्य का एक ऊपरी अनुमान है अब अब तक हमने क्या किया है पहले अवरोध को 10 से गुणा करने के आधार पर हमने कहा कि ऊपरी अनुमान 210 है अब पहले अवरोध को 4 से गुणा करने पर आधारित है हमने कहा है कि ऊपरी अनुमान 84 है अब 210 और 84 के ऊपरी अनुमानों के बीच 84 अधिक सार्थक है क्योंकि अब हम कह सकते हैं कि ऑबजेकटिव फ़ंक्शन का मान 84 से अधिक नहीं हो सकता है यह कहना अधिक सार्थक अभिव्यक्ति है बजाय इसके की यह 210 से अधिक नहीं हो सकता है इसलिए हमें क्या करना है जब हम ऊपरी अनुमान लगाते हैं और ऊपरी अनुमान जितना छोटा होता है ऊपरी अनुमान उतना ही अधिक सार्थक होता है और फिर हम अब यह भी समझ गए हैं कि यदि हम इस समीकरण या बाधा को एक स्थिर से गुणा करते हैं हम गुणन के बाद प्राप्त करने में सक्षम हैं अगर हम ऐसा कुछ प्राप्त करने में सक्षम हैं तो गुणांक संबंधित हैं तो हम ऊपरी अनुमान प्राप्त कर सकते है दूसरी बाधा के साथ कुछ करके हम इसे जारी रखते है अब हम दूसरी बाधा को 3 से गुणा करते हैं इसलिए हम 12X1 9X2 ≤ 72 को प्राप्त करने के लिए दूसरे अवरोध को 3 से गुणा करते हैं अब फिर से वापस जा रहे हैं इसलिए जब तक X1 और X2 0 से अधिक या बराबर है 10X1 9X2 ≤12X1 9X2 और चूंकि 12X1 9X2 खुद ≤ 72 होना चाहिए 10 X1 9X2 को ≤ 72 होना चाहिए और अब 72 ऑबजेकटिव फ़ंक्शन के मूल्य का एक ऊपरी अनुमान है अब हमने तीन तरीकों से ऊपरी अनुमान की गणना करने की कोशिश की है और हमें 210 मिला है हमें 84 मिला है हमें 72 मिला है अब 72 84 और 210 से अधिक सार्थक है क्योंकि हम ऊपरी अनुमान का कम मूल्य प्राप्त करने में सक्षम हैं तो 72 सार्थक है और हम अब यह कह सकते हैं कि इस समस्या को हल किए बिना इष्टतम में ऑबजेकटिव फ़ंक्शन का मूल्य 72 से अधिक नहीं हो सकता है इसलिए यदि कोई व्यक्ति आता है और कहता है तो मान 75 है आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारा ऊपरी अनुमान 72 है अब हमें यह ऊपरी अनुमान कैसे मिला हमें ये ऊपरी अनुमानों केवल ऊपरी तौर पर एक बाधा डालकर और बाधा को सकारात्मक के साथ गुणा करके इस मामले में एक सकारात्मक संख्या द्वारा मिला है क्योंकि यदि हम इसे एक ऋणात्मक संख्या से गुणा करते हैं तो असमानता का संकेत बदल जाएगा इसलिए अब तक हमने इसे एक सकारात्मक संख्या के साथ गुणा किया है या हम इसे गैर ऋणात्मक संख्या से सकारात्मक संख्या से यह कह कर और सामान्य सकते हैं और ऐसा करने के बाद गुणन के बाद गुणांक यदि व्यक्तिगत रूप से ऑबजेकटिव फ़ंक्शन की तुलना में अधिक या बराबर होते हैं तो हम कह सकते हैं कि गुणन के बाद प्राप्त दाएं हाथ का पक्ष एक ऊपरी अनुमान है इस मामले में हमने 10 से गुणा किया दाहिने हाथ की तरफ 210 हुआ व्यक्तिगत गुणांक 10 या 9 से अधिक था इसी तरह जब हम 4 से गुणा करते हैं तो दाहिने हाथ की तरफ 84 तक आ जाता है व्यक्तिगत गुणांक 12 और 12 10 या 9 से अधिक या बराबर थे और हमें यह मिला इसी तरह तीसरे के लिए दूसरी बाधा का उपयोग करते हुए तीसरी बार जब हमने ऐसा किया तो हमने 3 को 12 और 9 के लिए गुणा किया जो कि 10 या 9 से अधिक या बराबर था और इसलिए ऊपरी अनुमान 72 हो गया हम अब सामान्यीकरण कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हम बाधाओं में से किसी एक को ले सकते हैं और इस बाधा को सकारात्मक संख्या से गुणा कर सकते हैं इसलिए कि असमानता का संकेत नहीं बदले और ऐसा करने से गुणन के बाद अगर गुणांक एक समय में प्रत्येक चर के लिए लिए गए उद्देश्य फ़ंक्शन से अधिक या बराबर हैं फिर अवरोधों के गुणन के बाद जो भी दाहिने हाथ की तरफ का मूल्य है वह ऊपरी अनुमान है अब हम एक और काम करते हैं अब एक बार में एक बाधा लेने के बजाय हम एक ही काम कई बाधाओं के साथ कर सकते हैं अब इस उदाहरण में केवल दो अड़चनें हैं इसलिए हम दोनों को लेते हैं यदि समस्या बड़ी संख्या में होती तो हम एक सब्सेट ले सकते थे इसलिए यदि हम कई अड़चनें लेते हैं तो हम उनमें से दो को लेते हैं पहले बाधा को 3 से गुणा करें और दूसरे बाधा को 1 से गुणा करें या बस दूसरे बाधा को जोड़ें इसलिए जब हम पहली बाधा को 3 से गुणा करते हैं तो हमें 3 x 3 मिलता है इसलिए हम क्या करते हैं की यह 3 से गुणा किया जाता है और इसे 1 से गुणा किया जाता है जो इसे जोड़ने के समान है हम 3 को 3 9 में 9 4 13 को x1 के गुणांक के रूप में अब 3 को 3 9 3 12 में X2 के गुणांक के रूप में प्राप्त करते हैं अब यह 13 और 12 क्रमशः ≥ 10 और 9 हैं इसलिए 87 मूल्य जो पहले बाधा को 3 21 से 3 63 24 x 1 में गुणा करके मिला था हमें 87 देता है अब 87 ऑबजेकटिव फ़ंक्शन मान का एक ऊपरी अनुमान है अब ऐसा होता है कि अब तक हमारे पास 72 का थोड़ा बेहतर अनुमान है इसलिए कोई भी वापस जा सकता है और फिलहाल कह सकते है इस 87 ने बहुत अधिक मूल्य नहीं जोड़ा है क्योंकि 72 एक बेहतर अनुमान है लेकिन यह विचार महत्वपूर्ण है के एक समय में एक बाधा लेने के बजाय क्या मैं एक बार में कई बाधाओं को उठा सकता हूं इन बाधाओं में से प्रत्येक को सकारात्मक या गैर ऋणात्मक संख्या से गुणा करें ताकि असमानता का संकेत नहीं बदले और फिर इस गुणा और जोड़ के बाद अगर मुझे मिला तो मुझे एक ही बाधा मिलेगी उदाहरण के लिए जब हमने इसे 3 से गुणा किया और दूसरे अवरोध को 1 से तो हमें 13X1 12X2 ≤ 87 मिला और इस सबके बाद यदि व्यक्तिगत गुणांक उद्देश्य फ़ंक्शन से अधिक हैं तो नए अवरोध का दाईं ओर उद्देश्य फ़ंक्शन मान का ऊपरी अनुमान होगा इसलिए जब हम गुणा करते हैं और हमें अब इन संख्याओं 3 और 1 4 और 2 का उपयुक्त रूप से पता लगाना है तो जो कुछ भी ऐसा है ये व्यक्तिगत गुणांक संबंधित व्यक्तिगत गुणांक से अधिक या बराबर होंगे इसलिए हमने दो के बजाय अब एक चीज सीखी है हमने एक समय में एक बाधा लेकर शुरुआत की थी लेकिन अब हमने कहा है कि अगर हम कई बाधाओं को लेते हैं और हम एक जैसा ही काम कर सकते हैं हम यह भी दिखा सकते हैं कि एक समय में एक बाधा लेना एक से अधिक लेने और किसी अन्य बाधा के लिए 0 का वजन देने के समान है इसलिए हम बाधाओं के किसी भी सबसेट को ले सकते हैं उन्हें एक गैर नकारात्मक द्वारा गुणा कर सकते हैं यह मामला सकारात्मक संख्या और उन्हें जोड़ देगा ताकि असमानता पर असर न पड़े और ऐसा करने के बाद हमें एक ही अड़चन आएगी और अगर वह बाधा ऐसी है तो बाएं हाथ की तरफ के गुणांक वियरेबल फंक्शन गुणांक चर की तुलना में अधिक या बराबर होते हैं फिर दाहिने हाथ की ओर उद्देश्य फ़ंक्शन मूल्य का एक ऊपरी अनुमान है तो अब इन चार का उपयोग करते हुए हम एक ऐसी चीज पर आए हैं जो 72 सबसे अच्छा ऊपरी अनुमान लगता है लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चौथे के पीछे का विचार जहां मैं एक निश्चित गैर नकारात्मक संख्या से बाधाओं को गुणा कर सकता हूं और उन्हें जोड़ सकता हूं जो महत्वपूर्ण है और हम इसे आगे बढ़ाते हैं तो हम आगे क्या करते हैं अब हम वापस जाते हैं और कहते हैं कि हमने समस्या को संदर्भ के लिए फिर से लिखा है अब मैं वापस जाता हूं और कहता हूं कि इन बाधाओं को कुछ ज्ञात संख्याओं से गुणा करने के बजाय हमने 3 और 1 से किया अब मैं यह कहने जा रहा हूं कि अगर मैं पहली बाधा को a से गुणा करता हूं तो यदि मैं पहली बाधा को a से गुणा करता हूं मैं दूसरी बाधा को b गुणा करता है इस समय मुझे b और a का पता नहीं है लेकिन अगर मैं उन्हें a और b से गुणा करता हूं और मुझे यह सुनिश्चित करना है कि a और b गैर नकारात्मक हैं अन्यथा यदि मैं इसे एक ऋणात्मक संख्या से गुणा करता हूं तो मुझे 3X1 3X2 मिलेगा 3X1 3X2 होगा या यदि मैं 1 के साथ गुणा करूंगा तो मुझे 3X1 3X2 ≤ 21मिलेगा जो 3X1 3X2 ≥ 21बन जाएगा इसलिए मुझे इस समय गुणा नहीं करना चाहिए मुझे नकारात्मक संख्या के साथ गुणा नहीं करना चाहिए तो a और b को 0 होना चाहिए इसलिए जब मैं पहली बाधा को एक a से गुणा करता हूं और मैं दूसरी बाधा को b से गुणा करता हूं तो X1 के लिए नए अवरोध में 3a 4b होगा अब a और b को ऐसा होना है की 3a 4b ≥ 10 ऐसा है कि a और b को ऐसा होना है कि 3a 4b ≥ 10 और उन्हें भी ऐसा 3a 3b ≥ 9 होना है इसलिए 3a 3b ≥ 9 है यदि मैं गुणन के बाद इन दोनों स्थितियों को संतुष्ट करने वाला a और b प्राप्त करने में सक्षम हूं तो 21a 24b ऑबजेकटिव फ़ंक्शन मान का एक ऊपरी अनुमान है अब यह सामान्यीकरण है जो हमने पहले जो देखा है उसके आधार पर बनाया है अब हम वापस जाते हैं और इसे सामान्य करते हैं अब यदि हम उस ऊपरी अनुमान को कम करना चाहते हैं तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं यदि हम उस ऊपरी अनुमान को यथासंभव छोटा रखना चाहते हैं तो अब हमें a और b को ढूंढना होगा जैसे कि 3a 4b ≥ 10 3a 3b ≥ 9 और 21a 24b यथासंभव छोटा है तो अब a और b को ऐसे पाया जाना चाहिए कि हम 21a 24b को 3a 4b ≥ 10 और 3a 3b ≥ 9 a और b ≥ 0 के अधीन घटा दें अब हमें एहसास होता है कि इस प्रक्रिया में हमने क्या किया है हमने एक और रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या तैयार की है जो यह है अब हमने एक और रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या तैयार की है जो इसके द्वारा दी गई है जहाँ अब a और b वैरिएबल हैं अब ऐसी रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के लिए एक औपचारिक संरचना देने के लिए हमने y1 और y2 नामक नए चर द्वारा a और b को प्रतिस्थापित किया और यदि हम ऐसा करते हैं तो नई समस्या न्यूनतम 21 हो जाती है ऐसा करने के बाद हम 3Y1 के अधीन 21Y1 24Y2 को कम कर देंगे अब a को Y1 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है और B को Y2 द्वारा बदल दिया गया है अब 3Y1 4Y2 ≥ 10 3Y1 3Y2 ≥ 9 Y1 Y2 ≥ 0 है इसलिए दिए गए समस्या से शुरू करके दिए गए समस्या को शुरू कर रहे हैं हमने यहाँ ऑबजेकटिव फ़ंक्शन मान का एक ऊपरी अनुमान प्राप्त करने की कोशिश की है और हमने एक और रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या पैदा की जो कि यहां दी गई है अब हमारे पास जो मूल समस्या थी उसे प्राइमल कहा जाता है जिसे p द्वारा दिया जाता है और नई समस्या को ड्यूल कहा जाता है इसे ड्यूल कहा जाता है इसे ड्यूल कहा जाता है अब प्रत्येक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या के लिए जिसे प्राइमल कहा जाता है एक और रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या है जिसे ड्यूल कहा जाता है अगली कक्षा में हम देखेंगे कि ऊपरी अनुमान का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया से गुजरे बिना हम प्राइमल से सीधे ड्यूल कैसे लिख सकते हैं